अगला मूल तत्व हम देखेंगे कि यह एक प्रतिरोध है प्रतिरोध क्या है आप सभी लगभग निश्चित रूप से परिचित हैं कि प्रतिरोध क्या है यह धारा के प्रवाह का प्रतिरोध करता है यह इस प्रतीक द्वारा दिया गया है और यदि आप इसके पार विभवांतर पर विचार करते हैं और मैं एक निष्क्रिय संकेत सम्मेलन के बाद एक धारा एक प्रतिरोध क्या करता है एक आनुपातिकता स्थिरांक के माध्यम से प्रतिरोध के माध्यम से विभवांतर और वर्तमान के बीच संबंध स्थापित करने के लिए जो प्रतिरोध की संपत्ति है इसलिए जब भी हम रेसिस्टर को निर्दिष्ट करते हैं तो हम उसका मान R भी देते हैं इसका क्या अर्थ हैविभवांतर धारा के समानुपाती होता है और यह आनुपातिकता संबंध ओम के नियम के रूप में जाना जाता है और आनुपातिकता स्थिरांक को प्रतिरोध कहते हैं प्रतिरोध प्रतिरोध के माध्यम से धारा द्वारा विभाजित प्रतिरोध के पार विभवांतरहै और इसमें वोल्ट प्रति एम्पीयर की इकाइयाँ होती हैं जो मूल रूप से प्रतीक ओमेगा द्वारा दी जाती हैं जिसे ओम कहा जाता है तो जब एक एम्पीयर इससे गुजर रहा होता है तो एक ओम अवरोधक के आर पार एक विभवांतर होता है और आनुपातिकता स्थिरांक प्रतिरोध है अब संबंध V बराबर I R को I के बराबर V बटा R प्राप्त करने के लिए उलटा किया जा सकता है या I बराबर G गुणा V है और यह G जो 1 बटा R है को प्रतिरोध के चालकता के रूप में जाना जाता है और इस चालकता को सीमेंस में मापा जाता है इसलिए यदि आपके पास 1 ओम अवरोधक है तो यह कहने के समान है कि इसमें 1 सीमेंस का चालकता है यदि आपके पास 2 ओम अवरोधक है तो यह कहने के समान है कि चालन आधा सीमेंस है अब मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं कि एक प्रतिरोध कैसे बनाया जाता है यह मूल रूप से कुछ प्रतिरोधक सामग्री है जो प्रोटोटाइप आप पाठ्य पुस्तकों में देखते हैं उसमें प्रतिरोधक का एक आयताकार बार होता है एक टर्मिनल यहाँ और अन्य टर्मिनल के साथ सामग्री जैसा कि मैंने पहले दिखाया एक प्रतिरोध के लिए प्रतीक यह दो टर्मिनलों के साथ है मैं इसे ए और बी कहता हूं और उस तरह के अवरोधक में एक धारा को समान रूप से क्रॉस सेक्शन में समान रूप से प्रवाहित करने के लिए माना जाता है जब यहां एक विभवांतर लगाया जाता है मैं प्रतीक को किनारे पर दिखाऊंगा और मान लें कि इस फलक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र कुछ है और जिस लंबाई के साथ धारा प्रवाहित होती है वह कुछ लंबाई है और आप जानते हैं कि प्रतिरोध को अनुप्रस्थ काट क्षेत्र द्वारा विभाजित लंबाई के प्रतिरोधकता गुणा द्वारा दिया जाता है जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है सामान्य रूप से सर्किट के बारे में बात करते हुए हम इन विवरणों के बारे में चिंता नहीं करेंगे हमारे लिए प्रतिरोध का मूल्य वह है जो दिया गया है एक बार मान दिए जाने के बाद हमें केवल टर्मिनल संबंध V बराबर I गुणा R का उपयोग करने की आवश्यकता है हमें इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रतिरोध की गणना कैसे की जाती है अब यह सूत्र इस तरह के एक आयताकार बार के लिए पर्याप्त प्रतीक है लेकिन अगर मेरे पास कुछ असमान कुछ असमान आकार है जैसे कि घटता और इसी तरह और मेरे पास यहां एक टर्मिनल है और वहां टर्मिनल है तो यह गणना करने के लिए काफी जटिल हो जाता है लेकिन सर्किट का विश्लेषण करने के लिए हमें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जब तक यह एक प्रतिरोधक है तब तक इसके आर पार विभवांतर इसके माध्यम से धारा के समानुपाती होगा और आनुपातिकता स्थिरांक R द्वारा दिया जाता है अब कोई व्यक्ति जो प्रतिरोधक को डिजाइन करता है जो इस तरह की कला आकृति के लिए गणना करता है यदि आप एक कला आकार प्रतिरोध बनाते हैं और आपको बताते हैं कि इनके बीच हमारे पास एक निश्चित प्रतिरोध आर है और जहां तक हमें चिंता है हम सर्किट का विश्लेषण करने के लिए हमारे सूत्र वी बराबर आईआर में इसका उपयोग करते हैं तो मेरा यह भी मतलब है कि हम चीजों के विशेष विस्तार के बारे में चिंता नहीं करते हैं क्योंकि हम केवल टर्मिनल विशेषताओं से संबंधित हैं हम केवल टर्मिनल विशेषताओं का उपयोग करेंगे इसलिए जीवन हमारे लिए बहुत आसान है यदि आप गणना करना चाहते हैं कि कुछ टर्मिनलों के बीच एक बार कितना प्रतिरोध योगदान देता है तो आपको विद्युत चुम्बकीय का उपयोग करने की आवश्यकता है लेकिन एक बार जब वह प्रतिरोध निर्धारित हो जाता है तो आप इसके साथ सर्किट बना सकते हैं और इसके साथ सर्किट का विश्लेषण टर्मिनल विशेषता का उपयोग करके कर सकते हैं जो ओम के नियम द्वारा दिया गया है अब जैसा कि हम पहले भी कभी कभी चित्रित विशेषता को ग्राफिक रूप से चित्रित करते हैं हमारे पास I और V है और V I R द्वारा दिया गया है और यदि आप एक भौतिक अवरोधक लेते हैं तो प्रतिरोध सकारात्मक होगा इसका मतलब है कि यदि आप सामग्री का एक बार लेते हैं और दो टर्मिनलों को इससे जोड़ते हैं और आप V और I के बीच आनुपातिकता स्थिरांक को मापते हैं तो आपको एक सकारात्मक स्थिरांक मिलेगा वह वक्र कैसा दिखेगा यह मूल से गुजरने वाली एक सीधी रेखा होगी और इसका ढलान याद रखें कि हम I को y अक्ष पर V को x अक्ष पर प्लॉट कर रहे हैं आनुपातिकता स्थिरांक चालकता या प्रतिरोध का पारस्परिक है यदि आपने V बनाम I प्लॉट किया है तो ढलान प्रतिरोध होगा कई बार हम इस चित्रमय विशेषता का उपयोग या तो सहज रूप से कुछ समाधानों की कल्पना करने के लिए कर सकते हैं या कभी कभी गणना भी कर सकते हैं